प्रिय प्रतिभागियों आप का स्वागत है इस मॉड्यूल में हम आंखों की भाषा से संबंधित ओकुलेसिक्स के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे आँखें हमारे शरीर का सबसे भावबोधक हिस्सा हैं ओकुलेसिक्स हमारे कम्युनिकेशन में आंखों के उपयोग से संबंधित अध्ययन को संदर्भित करता है आँखें अक्सर भावनाओं की हमारी साहित्यिक व्याख्या का केंद्र बिंदु रही हैं उन्हें हमारी आत्मा की खिड़की भी कहा जाता है हर भाषा में आंखों से संबंधित विभिन्न मुहावरे हैं उदाहरण के लिए आँखें दिखाना गिद्धि दृष्टि होना चमकदार आँखें होना आदि आँखें संवाद करती हैं और कभी कभी आप पाएंगे कि जो संवाद आंखों के माध्यम से किया जाता है वह अधिक प्रामाणिक है आंखों के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन मस्तिष्क द्वारा दृश्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करने और उन्हें प्रसारित करने के प्राथमिक कार्य से परे होता है कभी कभी आप पाते हैं कि हम अपनी मुस्कुराहट वगैरह के माध्यम से एक विशेष भाव को भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन आँखें भावनाओं की सच्चाई को बता देती हैं ओकुलेसिक्स हमें यह समझने में मदद करती हैं कि किसी विशेष विषय की समझ का स्तर क्या है किसी भी बातचीत में हमारी सहानुभूति का स्तर हमारे द्वारा प्रेषित किये जा रहे उस विचार के प्रति क्या है हम जो कुछ भी कह रहे है आँखें उसपर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने में भी हमारी मदद करती हैं वे हमें यह समझने में भी मदद करती हैं कि क्या एक कम्युनिकेशन शुरू किया जाना है या अब यह हमारे कम्युनिकेशन को समाप्त करने का समय है उसी समय हम पाते हैं कि आँखों का संवाद विश्वसनीयता की निश्चित भावना दर्शाता है एक सकारात्मक दृष्टि संपर्क विश्वसनीयता ईमानदारी और भरोसे से संबंधित है साथ ही यह एक निश्चित स्तर की दिलचस्पी को भी प्रदर्शित करता है यद्यपि आंखों के संपर्क और चेहरे के भाव अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथापि हमने पाया है कि आँखें उन संदेशों को भी संप्रेषित कर सकती हैं जो चेहरे की अभिव्यक्ति से स्वतंत्र है जैसा कि हमने प्रोक्सेमिक्स के संदर्भ में भी चर्चा की है कि हमारे आंखों के संपर्क की सांस्कृतिक व्याख्या भी महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए कुछ समय पहले तक जापान में वक्ता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए श्रोताओं को वक्ता की गर्दन पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क से बचने के लिए सिखाया जाता था पारंपरिक चीनी संस्कृति इंडोनेशिया और मध्य पूर्व के देशों में भी इसी संस्कृति का पालन किया जाता था जबकि अमेरिका और उत्तरी यूरोप में श्रोताओं को सीधे वक्ता की आंखों में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष आंखों के संपर्क को विश्वास और खुलेपन का संकेत माना जाता है यदि व्याख्याएं और प्रकृति अलग अलग संस्कृतियों के बीच सुसंगत नहीं हैं तो हम पाते हैं कि धर्म और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ मतभेद भी महत्वपूर्ण हैं हालाँकि यह विश्व राजनीति में भी कुछ इसी प्रकार रहा है कि ओकुलेसिक्स की गलत व्याख्या से दिलचस्प भ्रम पैदा हो सकता है और इस संदर्भ में मुझे कुछ याद आ रहा जो कि 1970 के दशक से संबंधित है यह शायद इस समय के आसपास की बात है जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीनी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी और चीन भी अपनी अ कंट्री विहाइंड आयरन कर्टेन की छवि को ख़त्म करने के लिए उत्सुक था ऐसा हुआ कि एक उच्च शक्ति वाले अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को जिसमें उनके सीनेटर और व्यापारिक नेता शामिल थे कुछ व्यापारिक सौदों को अंतिम रूप देने के लिए चीन भेजा गया था हालांकि बीजिंग में लगभग दो दिन बिताने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिक्रिया दी कि वे चीनी लोगो पर आम तौर पर भरोसा नहीं करते हैं यह दोनों देशों की नीतियों के खिलाफ गया इसलिए इसके पीछे के कारण का पता लगाने के लिए तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन में अपने संवाद सलाहकार को भेजा सलाहकार ने पाया कि ऑय कांटेक्ट की कमी के कारण अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को सम्मान देने के उद्देश्य से चीनी लोगो ने सीधे आँख से संपर्क बनाए रखना उचित नहीं समझा और जब अमेरिकी प्रतिनिधियों ने पाया कि चीनी उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं तो उन्होंने यह महसूस किया कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्हें उन पर कोई भरोसा नहीं था प्रत्येक संस्कृति की कुछ अपनी प्रमुख व्याख्याएँ हैं हालाँकि अधिकांश समय जब मैं नेत्र संपर्क की विवेचना के बारे में बात करूंगा तो मैं उन प्रमुख व्याख्याओं का उल्लेख करूंगा जो अभी हमारे देश में हैं एक भारतीय के दृष्टिकोण से जिसे एक स्कूली शिक्षा के पश्चिमी पैटर्न में पढ़ाया गया है और वह एक ऐसे संगठन में काम कर रहा है जहां पर भी एक पश्चिम उन्मुख संस्कृति है तो हम पाते हैं कि इस संदर्भ में आंखों के संपर्क की व्याख्या पर बात की जाएगी यह अब तक एकमात्र व्याख्या नहीं है यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत व्याख्या भी नहीं है लेकिन यह संदर्भ बिंदु है जिसे मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता था एक बहुत ही दिलचस्प वाक्यांश है कि हमें आँखों से सुनना चाहिए क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को अपनी आंखों से सुन रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमें उस व्यक्ति या उससे संपर्क में कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क हमारे दृष्टिकोण और विचारों को दर्शाता है यह प्रतिक्रिया आदि द्वारा बातचीत को नियंत्रित भी करता है और साथ ही यह प्रभुत्व और शक्ति संबंध के संकेत भी देता है जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हम जल्दी से उस व्यक्ति को देखते हैं और जो हम देखते हैं उन संकेतों के आधार पर तत्काल निर्णय लेते हैं साथ ही जब एक बार बातचीत शुरू हो जाती है तो हम पाते हैं कि इन में से ज्यादातर संकेत या तो हमारे नेत्र संपर्क से या तो प्रबलित हो रहे हैं या अस्वीकार हो रहे हैं क्योंकि यह हमारे आपसी नेत्र संपर्क के माध्यम से है और जिस तरह से हम इसका प्रबंधन करते हैं उसके द्वारा हम किसी चर्चा वगैरह में भाग लेने के लिए अपनी जागरूकता और सम्मति का संकेत दे सकते हैं और साथ ही यह सम्मान का एक विशेष संकेत भी दर्शाता है नेत्र संपर्क से बचते हुए किसी व्यक्ति से बात करना नकारात्मकता का संदेश दे सकता है इस वीडियो में नेत्र संपर्क के महत्व का एक बहुत दिलचस्प चित्रण है बहुत अच्छा आदमी बहुत अच्छा आदमी है लेकिन क्या यह सब वास्तविक है हमने बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट टोनी रीमन से बात की उनमें से कोई वास्तव में आँख से संपर्क नहीं करता है इसलिए आप देखेंगे कि ट्रम्प नीचे देख रहे हैं और ओबामा भी नीचे देख रहे हैं तो वे एक हैंडशेक का पारस्परिक सम्मान तो देते हैं लेकिन कि वे नेत्र संपर्क का पारस्परिक सम्मान नहीं देते जबकि नेत्र संपर्क हाथ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ हम पाते हैं कि अपनी भाषा और साथ ही हाथ मिलाने से ये दोनों राजनीतिक दिग्गज आपसी सम्मान की भावना से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर नेत्र संपर्क की अनुपस्थिति है जो हमें सच्चाई से रूबरू कराती है हालाँकि यहाँ नेत्र संपर्क की अनुपस्थिति ध्यान देने योग्य है नेत्र संपर्क एक अवलोकन है जो किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या दिशा वगैरह की ओर निर्देशित है जब भी हम लोगों से या तो व्यक्तिगत या एक छोटे समूह की स्थिति में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि नेत्र संपर्क तत्काल और सामान्य रूप से होता है जब दो लोग कैजुअल तरीके से बात कर रहे होते हैं तो नेत्र संपर्क लगभग 61 समय के लिए होता है जिसमें से आधे समय आपसी नेत्र संपर्क होता है और लोगो का नेत्र संपर्क 75 होता हैं जब वे सुन रहे होते हैं और यह केवल 41 होता है जब वे बोलते हैं और वह इसीलिए हमने पिछली एक स्लाइड में बताया है कि हमें न केवल अपने कानों के माध्यम से बल्कि अपनी आँखों हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के गेज़ क्या हैं लेकिन इस संदर्भ में विचार करते है कि हम कितने सेकंड के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आँखों में कुशलता पूर्वक टकटकी बाँधकर देख सकते हैं शोध हमें बताते हैं कि एक सामान्य स्वस्थ और सकारात्मक आत्मविश्वास वाली गेज़ 2 या 3 सेकंड से अधिक समय की नहीं होनी चाहिए आइए देखते हैं कि आंतरिक और शारीरिक घड़ी जो हमने अपनी सांस्कृतिक कंडीशनिंग और पेशेवर जागरूकता के आधार पर विकसित की है और जो हमें उस सीमा पर सचेत करती है जब हम इसे पार करने की कोशिश करते हैं जब हम विभिन्न प्रकार के मामलों को देखते हैं तो हमें उस स्थिति को देखना पड़ता है जिसमें उससे पुनः नेत्र संपर्क न होने की स्थिति होती है तो फिर गेज़ जिसे एक सामान्य नेत्र संपर्क माना जाता है विभिन्न संदर्भों में अलग अलग होगी उदाहरण के लिए हमें सामाजिक स्थितियों और अंतरंग संबंधों में कार्य स्थल पर सामान्य गेज़ या सामान्य नेत्र संपर्क में अंतर करना होगा आइए सामान्य कार्य स्थान या व्यावसायिक गेज़ की परिभाषाओं और अनुमानों पर ध्यान दें जैसा कि आप दाहिने हाथ की तरफ कोने पर चित्र को देखकर बता सकते हैं कि गेज़ माथे और आंखों पर केंद्रित है हम जिस धारणा को दर्शाना चाहते हैं वह पारस्परिक हित और एक पेशेवर तरीके की है और साथ ही हम किसी भी आक्रामक धारणा से बचना चाहते हैं यह गेज़ तात्कालिक है जैसे ही हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं वैसे ही नेत्र संपर्क शुरू हो जाता है और इसलिए आप पाएंगे कि गेज़ का व्यावसायिक स्थितियों एवं व्यावसायिक लेन देन में एक निश्चित महत्व है क्योंकि गेज़ या नेत्र संपर्क के आधार पर हमारी इच्छा के साथ साथ हमारी ईमानदारी और विश्वसनीयता पर भी आंशिक रूप से निर्णय लिया जाएगा इसलिए व्यापार के मामले में निगाहें कभी भी नाक के नीचे नहीं जानी चाहिए और इसे हमेशा माथे और आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दूसरे प्रकार की गेज़ सामाजिक और मैत्रीपूर्ण निगाहों की है यह एक नटखटपन की गेज़ भी है लेकिन यह व्यापारिक गेज़ की तुलना में थोड़ा अधिक मुक्त है यह भी संक्षिप्त है तथा इसमें आंख और मुंह को आम तौर पर ध्यान में रखा जाता है और बहुत संक्षेप में इसमें कभी कभार निगाहे गर्दन की तरफ भी हो सकती है तो यह एक गेज़ है जिसे हम उन लोगों के लिए आरक्षित करते हैं जिनके साथ हम मित्रवत हैं यह एक गेज़ है जिसे हम समाजिक व्यवहार में उपयोग करते हैं इसलिए यहां पर आपको पता चलता है कि इस गेज़ में आंखों और मुंह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है क्योंकि यह सामाजिक विचार विमर्श के समय उपयोगी है इंटिमेट गेज़ अंतरंगता की निगाहो से संबंधित है और इस प्रकार का गेज़ जो दूसरे व्यक्ति का पूरा दृश्य लेता है वह अंतरंगता के हमारे अनुभवों के लिए महत्वपूर्ण है यह संवाद करने के लिए एक आमंत्रण भी है यदि कोई ऐसा करता है तो यह आकर्षण को दर्शाता है यह एक डराने वाला गेज़ भी हो सकता है यह वह गेज़ भी है जो अक्सर उन लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है जो एक विशेष प्रकार के पावर प्ले का विकास करना चाहते हैं यह किसी का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका भी है तो एक बहुत ही पतली लाइन है जो भय और आकर्षण के बीच मौजूद है और हमें यह समझना होगा कि अंतरंगता के संकेत केवल गैर पेशेवर स्थितियों में प्रस्तुत किए जाते हैं यदि आप दाएँ हाथ के लोगों में गेज़ की दिशा देखते हैं तो हम जन सकते हैं कि वे किस दिशा में सोचना चाहते हैं और यह समझ बहुत उपयोगी है खासकर जब हमें प्रस्तुतियाँ करनी होती हैं या जब हमें किसी छोटे समूह में लोगों से बात करनी होती है या हम किसी को अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखने के लिए राजी करना चाहते हैं तो यह एक दृश्य सोच है यदि मामला एक दाहिने हाथ के व्यक्ति के लिए सही है उदाहरण के लिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे किस कार का रंग खरीदना चाहिए या दो सप्ताह पहले जिस कार में मैं यात्रा कर रहा था उसका रंग क्या था यदि यह एक राईट हैंडेड निर्णयों से संबंधित है और या तो मैं कुछ भावनाओं के बारे में सोच रहा हूं या मुझे जल्द ही निर्णय लेना है यह भी दो प्रकार का होता है आइए हम कुछ अन्य दृश्यों को देखें जो कि राईट हैंडेड लोगों में इस गेज़ की दिशा के महत्व का पता लगाने के लिए हैं कृपया ध्यान दें कि यह निर्देश केवल उन लोगों के लिए मान्य है जो राईट हैंडेड हैं पहली तस्वीर में हम पाते हैं कि इसमें दृश्य स्मृति प्रमुख है और निष्कर्ष गेज़ की इस विशेष दिशा के आधार पर निकला जा सकता है कि व्यक्ति एक तस्वीर को याद कर रहा है दूसरे में जो एक समानांतर गेज़ है यह एक ध्वनि को याद करते हुए है तीसरी और चौथी तस्वीरों में जिस गेज़ को दर्शाया गया है वह नीचे की ओर है अगर गेज़ दाहिने हाथ की ओर नीचे है तो व्यक्ति एक भावना को याद कर रहा होगा अक्सर आप इस प्रकार की गेज़ उन लोगों में देखते है जो निर्णय लेने वाले होते हैं हो सकता है यह एक माइक्रो एक्सप्रेशन हो लेकिन निश्चित रूप से यह गेज़ तब दिखती है जब हम एक निर्णय में पहुंचने वाले होते है यदि गेज़ की दिशा बाईं ओर है तो अक्सर हम खुद से बात कर रहे हैं हम खुद को कुछ भावनाओं वगैरह के बारे में बता रहे हैं इस शोध को ग्राइंडर और बैंडलर सिद्धांतों का एक हिस्सा है और यह समझ हमें अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श के समय सच्चाई का पता लगाने में मदद करती है यह अन्य लोगों के प्रेरणा स्तर को समझाने में मददगार हो सकती है और हमें यह भी समझने में भी मदद कर सकती है कि निर्णय लेने की अवस्था क्या है इस विशेष वीडियो में आंखों के संपर्क के महत्व पर एक दिलचस्प टिप्पणी की गई है हम अपने मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में जानकारी के अलग अलग टुकड़ो को रखते हैं और आमतौर पर जब हम किसी विशेष प्रकार की जानकारी के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारी आँखें एक विशेष दिशा में जाती हैं आप अधिकांश लोगों से एक स्मृति के बारे में पूछें जो कि बचपन की स्मृति हो सकती है जब वे दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहे थे तो वे अपनी निगाहे एक विशेष दिशा में ले जाते हुए अपने मस्तिष्क में उस दृश्य को याद करते हैं वे उस स्मृति को याद करते हुए बाईं ओर देखेंगे लेकिन यदि आप लोगों से रैखिक चीज़ों के बारे में पूछते हैं जैसे डेटा आँकड़े या उन्हें संख्याओं को जोड़ने के लिए कहते हैं तो वे अक्सर दाईं ओर देखते हैं जब वे भावुक या परेशान हो रहे होते हैं तो अनुभूति चैनल नीचे की ओर होता है और लोग अक्सर नीचे दाईं तरफ देखते हैं जब वे स्वयं को अनुभुतिओं में ले जा रहे होते हैं तो वे नीचे बाईं ओर देखते हैं जब आप किसी चीज़ का उत्तर तैयार करते हैं तो आप का ऑडियो चैनल क्षैतिज होता है यदि आप घर पर होते हैं और देर रात सुबह 3 बजे आपको बाहर शोर सुनाई देता है यदि यह बिल्लियाँ हैं जो डिब्बे या किसी ऐसी चीज से खेल रही हैं जिसकी ध्वनि आप जानते हैं तो आप अक्सर बाईं ओर देखते हैं क्योंकि यह यह आपके द्वारा समझी गई ध्वनि के लिए आपका स्मरण क्षेत्र है हालाँकि अगर यह आवाज़ आपको समझ में नहीं आती है और आपको नहीं पता है यह किसकी आवाज़ है तब आप दाईं ओर देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या है जब हम लोगों का ध्यान नियंत्रित करने की बात करते हैं तो आंखें इसे संभव बनाती हैं आंखें मुख्य रूप से सीखने की अवस्था से संबंधित हैं और साथ ही वे दर्शकों को नियंत्रित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपकरण का कार्य भी करती हैं यह कहा जाता है कि हमारी सीखने की अवस्था 83 देखने पर 11 सुनने पर और 6 अन्य इंद्रियों पर निर्भर है हम देखते है कि ऑडियो वीडियो प्रस्तुतियों में हमारा ध्यान निश्चित रूप से अधिक होता है ऑडियो वीडियो द्वारा कही गई बात का लगभग 50 तक याद रखने की संभावना होती हैं दूसरी ओर यदि यह केवल और ऑडियो प्रस्तुति या चर्चा है तो हम उस कंटेंट का जिस पर चर्चा की गई है केवल 10 ही याद रख पाते हैं उसी समय यदि हम लोगों की आँखों में देखते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो हम उनका ध्यान आकर्षित करने में भी सक्षम होते हैं ऑडियो वीडियो प्रस्तुतियों में कंटेंट की बेहतर स्मृति के पीछे यह भी एक कारण है नेत्र संपर्क में गेज़ की तीव्रता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है यदि हमारा गेज़ ध्यान केंद्रित है यह लंबी अवधि का है और आम तौर पर यह शारीरिक गतियो या चेहरे के भावों के साथ नहीं है तो आम तौर पर यह शत्रुतापूर्ण या क्रोध करने या नियंत्रित करने या धमकी देने या संदेह करने वाला माना जाता है इस प्रकार गेज़ की तीव्रता को अन्य शारीरिक भाषाई संकेतों के साथ युग्मित समझना होगा जिससे कि सही संकेत को समझा जा सके एक अटेंटिव गेज़ अमूमन तीव्र नेत्र संपर्क की भांति लंबे समय की होती है हालांकि यह रुचि मित्रता और जिज्ञासा को दिखाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सौम्य होती है यह तीव्र की जगह आकर्षक होती है जब यह चेहरे के अन्य विनम्र भावो और मुस्कुराहट के साथ साथ अधिक रिलैक्स्ड शारीरिक गतिविधियों युक्त है विनम्र और सीमित नेत्र संपर्क कम लंबा होता है जब यह सरल और बहुत ही अनुकूल चेहरे के भावो के साथ होता है तो इसे आरामदायक दोस्ताना वगैरह माना जाता है एक विचलित नेत्र संपर्क वह है जो अक्सर जुड़ता है और डिस्कनेक्ट होता है इसमें संपर्क के क्षण संक्षिप्त होते हैं और डिस्कनेक्ट की अवधि लंबी होती है तो यह उपद्रव असहमति अशांति नीरसता को दर्शाता है जहाँ एक सौम्य नेत्र संपर्क सकारात्मकता को दर्शाता है वही एक विचलित नेत्र संपर्क नकारात्मक अर्थों को प्रदर्शित करता है विशेष रूप से पारस्परिक स्थितियों में विचलित नेत्र संपर्क नकारात्मक अर्थों को दर्शाता हैं एक छोटे समूह की स्थितियों में हम पते है कि एक व्यक्ति जो नेत्र संपर्क से बचना चाहता है वह अन्य लोगों को बार बार नेत्र संपर्क बनाने की अनुमति नहीं देगा एक कुटिल नेत्र संपर्क या नजर बचाने वाला नेत्र संपर्क शायद क्षणभंगुर या बेवजह या असंगत रूप से बार बार होता है यह नकारात्मक भावनाओं को दर्शाता है यहाँ या तो व्यक्ति कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है या बहुत परेशान हो रहा है या उसे वह प्रकरण बहुत उबाऊ लग रहा है या फिर पूरी स्थिति से घृणा है इत्यादि नेत्र संपर्क के साक्ष्य में सांस्कृतिक पहलू भी महत्वपूर्ण हैं जिसे हम पहले ही अमेरिकी और चीनी प्रतिनिधि मंडल के बीच की हमारी चर्चा में स्पष्ट हो चुकी हैं इसलिए कुछ संस्कृतियों में हम पाते हैं कि वहां की सामाजिक या स्थानीय स्थिति के कारण स्पीकर को सम्मान देने के उद्देश्य से नेत्र संपर्क को जानबूझकर टाला जाता है दूसरी तरफ घूरना बिल्कुल अलग मामला है यह हमारे पेशेवर सेटअप का हिस्सा नहीं है लंबे समय तक किसी की आंखों में देखना एक डरावनी अनुभूति वाला हो सकता है और यह बिल्कुल अव्यवसायिक है यह भय सूचक और असहज करने वाला भी हो सकता है कभी कभी हम पाते हैं कि घूरना धोखे का एक हिस्सा भी हो सकता है एक व्यक्ति लगातार नज़र लगाए रखने की कोशिश कर रहा हो सकता है क्योंकि वह सच्चा और ईमानदार है होने का दिखावा करना चाहता है जबकि वास्तव में वह व्यक्ति झूठा या बेईमान है तो इस झूठे प्रभाव को दिखाने के लिए व्यक्ति अति कर सकता है और टकटकी लगा कर देख सकता है और इसका परिणाम दूसरे व्यक्ति पर हो सकता है दूसरी तरफ कभी कभी यह सरल जिज्ञासा से भी संबंधित हो सकता है उदाहरण के लिए एक बच्चा एक लंबी अवधि के लिए एक घटना को घूर रहा है हालाँकि हमें यहाँ पर सांस्कृतिक भिन्नताओं को एक अलग मानसिकता में देखना होगा और मासूमियत से देखना या एक झलक देखना भी अनुचित या आपत्तिजनक समझा जा सकता है इसलिए जहां तक नेत्र संपर्क की व्याख्या का संबंध है सांस्कृतिक अंतरों के बारे में जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के साथ हमारी बातचीत में सकारात्मक नेत्र संपर्क महत्वपूर्ण है सकारात्मक नेत्र संपर्क एक आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति को अच्छा संकेत देता है यह आत्म मूल्य के सकारात्मक अर्थ को भी लक्षित करता है लोग स्वचालित रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके पास एक सकारात्मक नेत्र संपर्क है क्योंकि यह आत्मविश्वास और भरोसे को दर्शाता है जहाँ खुला और सकारात्मक नेत्र संपर्क ईमानदारी से जुड़ा हुआ है वहीं दूसरी तरफ एक खराब और कुटिल नेत्र संपर्क धोखे और बेईमानी से जुड़ा है कभी कभी हम यह कहकर इसे ख़ारिज करने का प्रयास कर सकते हैं कि यह एक बहुत ही सामान्य और एक रूढ़िवादी एसोसिएशन है लेकिन यह भी आम समझ है और लोग अक्सर इन रूढ़िवादी संघों के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं उदाहरण के लिए व्यवसाय से जुड़े लोगों से यह पता चलता है कि खुली आंखों का संपर्क आवश्यक है और आप उस व्यक्ति के साथ सौदा नहीं करना चाहेंगे जो आपसे जो आपसे नज़रें छिपाकर बात करता है जनमत वगैरह के गठन के ट्रायल इंटरव्यूज में आप पाएंगे कि हम एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो एक सकारात्मक नेत्र संपर्क करता है अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कभी कभी हम अपने दिल में बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं लेकिन साथ ही हम दूसरों के साथ एक मजबूत नेत्र संपर्क का प्रबंधन करने में सक्षम होते हैं इसलिए लोग इस मजबूत नेत्र संपर्क को महसूस करेंगे और इसके आधार पर वे हमारे सक्षम आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को भी विशेषता देंगे भले ही हम वास्तव में इसके अधिकारी न हों तो यह पता चलता है कि यहां तक कि जो लोग वास्तव में आश्वस्त नहीं हैं दूसरों के प्रति आश्वस्त दिखाई देते हैं यदि वे एक अच्छा और सकारात्मक नेत्र संपर्क बनाए रखते हैं तो यह दर्शाता है कि गुणों को संप्रेषित करने के हमारे जागरूक प्रयास आमतौर पर सफल हैं या नहीं या वास्तव में हम इन गुणों के अधिकारी हैं या नहीं एक अध्ययन हमें बताता है कि अक्सर जब लोग झूठ बोलते हैं तो भरोसे की भावना पर जोर देने के लिए उनमें सामान्य से अधिक नेत्र संपर्क में उलझने की प्रवृत्ति होती है ईमानदार दिखने के इरादे से वे टकटकी लगाकर अक्सर घबराहट से बचने की कोशिश करते हैं वह लोग बेईमानी से भी जुडे होते हैं इस वीडियो में हम विशेष रूप से नेत्र संपर्क के दृष्टिकोण से सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के महत्व को समझ सकते हैं उपभोक्ताओं के साथ नेत्र संपर्क बनाने वाले व्यवसाइयों के यहाँ उनकी तुलना में काफी अधिक ख़रीदा जाता है जो ऐसा नहीं करते हैं अस्पतालों में सभी रोगी शिकायतों का 80 प्रतिशत डॉक्टर और रोगी के बीच नेत्र संपर्क में कमी का उल्लेख करता हैं यह वीडियो हमें आँखों के सूक्ष्म भावों को देखने के बारे में बताता है और यह भी कि हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईमानदार है या नहीं जो लोग सच कह रहे होते हैं वे स्वाभाविक रूप से झूठ बोलने वाले लोगों की तुलना में अधिक जानकारी के साथ आते हैं फ्रेशमैन भी सूक्ष्म भावों को देखने के लिए कहते हैं जो कि चेहरे के कुछ संकेत होते हैं और जो केवल एक क्षण के लिए दिखाई देते हैं इस विषय पर 2008 में किए गए अध्ययन से पता चला कि जो लोग अपनी भावनाओं के बारे में भ्रामक होते हैं वे असंगत भाव प्रदर्शित करते हैं और सच बोलने वालों की तुलना में अधिक बार पलक झपकाते हैं नेत्र संपर्क में आंखों की पुतलियो की भूमिका भी महत्वपूर्ण है हमारी पुतलियो पर शायद हमारा कभी कोई नियंत्रण नहीं होता है हमारे दृष्टिकोण या मनोभाव में जैसे ही हल्का सा परिवर्तन होगा हमारी पुतलियाँ या तो फैल जाएंगी या सिकुड़ जाएँगी जब हम उत्साहित महसूस करते हैं तो हमारे पुतलियाँ फैल सकती हैं पुतलियाँ अपने सामान्य आकार से चार गुना तक फैल सकती हैं यदि हम क्रोधित हैं और उदास मनोदशा में यदि हम कुछ नकारात्मक हैं तो हमारी पुतलियाँ सिकुड़ जाती है जिसे बीडी लिटिल आईज के रूप में जाना जाता है इस तस्वीर में हम एक फैली हुई पुतली और एक सिकुड़ी हुई पुतली के बीच के अंतर को देख सकते हैं बायें आँख में एक फैली हुई पुतली है और दायीं आँख में एक सिकुड़ी हुई पुतली है एकहार्ड हेस ने बताया की कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे होते हैं या जिस वस्तु को हम देख रहे होते हैं यदि उसमे रूचि है तो हमारी पुतलियाँ फैल जाती है कई शोध किए गए हैं और आप भी यह एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं जब आप अपने एक मित्र के साथ कुछ दिलचस्प बातें कर रहे हैं तो उसकी पुतली का आकार ले लें और फिर विषय को ऐसे बदल दें जो उनके लिए प्रतिकारक हो तो आप पाते है कि मित्र की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई है इस प्रकार नेत्र संपर्क की समझ के लिए पुतलियों की भाषा की समझ महत्वपूर्ण है इस तस्वीर में हम दो आँखों को देख सकते हैं एक में एक संकुचित पुतली है दूसरे में एक फैली हुई पुतली है वहां पर जो हो रहा है उसके बारे में संकुचित पुतली एक उदासी का सुझाव देती है तो दूसरी ओर फैली हुई पुतली दिलचस्पी और आकर्षण का संकेत देती है इस वीडियो में भी हम कुछ उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र डाल सकते हैं जो हमारी नेत्र संपर्क की समझ से संबंधित हैं नर्वस और मिथ्यावादी के पहले संकेत में से एक है चुलबुलापन तो ध्यान देना कि क्या वे पैरों को हिला रहे हैं या बालों के साथ खेल रहे हैं या घड़ी या कपड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये सब धोखे के संभावित संकेत हो सकते हैं अब एक झूठा व्यक्ति नेत्र संपर्क करने से बचता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैली हुई पुतली भी एक संकेत हो सकती है ये तनाव और एकाग्रता में वृद्धि के कारण होते हैं तो आज हमने नेत्र संपर्क की कुछ बुनियादी समझ पर चर्चा की है हम इस चर्चा को अपने अगले मॉड्यूल में भी जारी रखेंगे धन्यवाद